अब हम एडवांस्ड फिनिशिंग प्रोसेस के अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेड एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस कहते हैं इस कैटेगरी के अंदर कई प्रकार की वैरायटी पाई जाती है जैसे कि मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग तथा मैग्नेटोियोलॉजिकल फिनिशिंग तथा मैग्नेटोियोलॉजिकल एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग आदि इस कक्षा में हम मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग देखेंगे और इसके एलाइड प्रोसेस जैसे कि मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग मैग्नेटिक एब्रेसिव डिबरिंग आदि देखेंगे तो इस लेक्चर का प्लान कुछ इस प्रकार है सबसे पहले हम एडवांस्ड एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे फिर हम मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेड फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे उसकी आधारभूत प्रक्रिया के बारे में क्रिया विधि के बारे में भी जानेंगे और यदि आप मैग्नेटिक मैटेरियल को फिनिश करते हैं या नॉन मैग्नेटिक मैटेरियल को फिनिश करते हैं तो क्या होता है किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन प्राप्त होती है तथा मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मेटीरियल्स के बारे में भी जानेंगे कि इन पर किस प्रकार से मटेरियल का रिमूवल होता है किस प्रकार से इसमें एक मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश प्राप्त होता है और किस प्रकार से यह ब्रश फिनिशिंग के लिए जिम्मेदार होता है फिर हम मैग्नेटिक एब्रेसिव डीबरिंग प्रोसेस तथा मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग प्रोसेस भी देखेंगे तो इनकी अंत में हम सिर्फ एक झलक दिखते हैं तो सबसे पहले हम एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं जहां पर हम सतह को नैनोमैट्रिक रेंज में फिनिशिंग करते हैं यहां पर मटेरियल को एटम की फॉर्म में या फिर अणु कि फॉर्म में हमें हटाना होता है तो अब हम एडवांस फिनिशिंग प्रोसेस का वर्गीकरण भी कर सकते हैं तो कन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेस के बाद पॉलीमर असिस्टेड फिनिशिंग प्रोसेस किया जाता है जहां पर हमने कुछ मटेरियल के बारे में पढ़ा जैसे कि एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग प्रोसेस पॉलीमर रियोलॉजिकल एब्रेसिव फ्लूइड्स माध्यम तथा इसकी रियोलॉजी इसकी क्षमता आदि के बारे में हमने जाना पॉलीमर रियोलॉजिकल एब्रेसिव फ्लूइड्स पर आधारित फिनिशिंग अपने आप में एक वृहद विषय है तुम्हें यहां पर सिर्फ इसकी झलक प्रदान करूंगा लेकिन यदि लोग इस कोर्स में अत्यधिक उत्सुक है तो वह लोग इस कार्यक्रम का एडवांस वर्जन कर सकते हैं जहां पर हम पॉलीमर असिस्टेड एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग प्रोसेस की बारे में बात करेंगे यह एक 10 घंटे का कोर्स होता है तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो यह कोर्स अभी आधारभूत बातों के बारे में तथा कुछ अधिक बातों के बारे में होगा तो यह बीटेक प्रोजेक्ट के लिए तथा एमटेक प्रोजेक्ट के लिए और पीएचडी ओरिएंटेड वर्क के लिए भी कार्य आ सकता है इसलिए मैंने यहां पर पॉलीमर असिस्टेड एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग प्रोसेस तथा पॉलीमर असिस्टेड एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है हालांकि मैं आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेड फिनिशिंग प्रोसेस का बारे में जानकारी दूंगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल इस प्रकरण में काम में आने वाले फोर्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो हमें एडवांस्ड फाइन फिनिशिंग प्रोसेस की क्या आवश्यकता है सामान्यतः यह प्रक्रम अत्यधिक लेबर वाला प्रक्रम होता है क्योंकि इस प्रक्रम के द्वारा आप किसी भी वर्कपीस के ऊपर फाइनल ऑपरेशन करते हैं इसलिए आपको इसके माध्यम से निर्धारित टोलरेंसस तथा फिनिशिंग आदि चीजें प्राप्त करनी होती है इसलिए इस प्रक्रम में आपको अत्यधिक स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है और जब भी आप इस प्रकार के लेबर करते हैं तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है तथा साथ ही यहां पर फोर्स को कंट्रोल करना भी बहुत ही मुश्किल होता है तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप बहुत ही अनुभवी ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हैं तो वह हो सकता है आज अच्छे से करें लेकिन यदि कल उसकी किसी परिवार के शख्स के साथ लड़ाई हो गई हो तो हो सकता है वह उतना अच्छा ना कर पाए क्योंकि यह प्रक्रम हाथ से किए जाने वाला प्रक्रम है तो यह मेरा एक सिर्फ उदाहरण है इसे अन्यथा ना लें तो वह अपना गुस्सा कॉम्पोनेंट पर निकाल सकता है तो उस वजह से सरफेस फिनिश की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है यदि इसे मैकेनिकल तरीके से कंट्रोल या ऑटोमेटेड ना किया जाए तो तो यहां पर मनुष्य के इमोशन भी फिनिशिंग फोर्स में हिस्सा लेते हैं तो कुछ कन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेस जटिल आकृति जैसे कि नी इम्प्लांट हिप इम्प्लांट आदि के लिए फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह एक ठोस टूल जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील या फिर होनिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं इसी वजह से फिनिशिंग फोर्स का अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि यहां पर ठोस से ठोस का संपर्क होता है क्योंकि यदि आप ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं तो यह वर्कपीस और ग्राइंडिंग मिल के बीच में एक ठोस से ठोस वाला संपर्क है और इसी वजह से अत्यधिक बल उत्पन्न होता है यहां पर आपको बहुत ही कम बल चाहिए तथा साथ ही बेहतर सर्फेस फिनिश चाहिए और हम यहां पर MRR की चिंता नहीं करते तो यहां पर हमें नैनोमीटर में सरफेस फिनिश प्राप्त करनी है और यहां पर हम मैटेरियल रिमूवल रेट की चिंता नहीं करते यहां पर हम उच्च गुणवत्ता वाली मैनुफैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ सके और हमारा क्वालिटी कंट्रोल बेहतर हो सके कन्वेंशनल प्रोसेस के द्वारा बने हुए कुछ कंपोनेंट क्वालिटी कंट्रोल एग्जामिनेशन में रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो यदि आप एडवांस्ड फिनिशिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो सर्फेस फिनिश बहुत ही ज्यादा होगी और आपको बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे और इसी वजह से यह क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी पास कर लेगा यहां पर इसकी फटीग लाइफ भी बेहतर होती है क्योंकि सरफेस पिक बहुत ही कम होते हैं और इसी वजह से आपके कंपोनेंट की लाइफ बढ़ जाती है तो यहां पर आप विभिन्न प्रकरणों की फिनिशिंग क्षमता देख सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले सीरियल नंबर है उसके बाद फिनिशिंग प्रोसेस का नाम है उसके द्वारा किस प्रकार के वर्कपीस मटेरियल की फिनिशिंग की जा सकती है वह दिया है और कितनी सर्फेस रफनेस की वैल्यू प्राप्त होती है वह दिया हुआ है तो यहां पर सरफेस रफनेस का मान नैनोमीटर्स में दिया गया है तो यदि आप ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप लगभग 25 नैनोमीटर तक का मान पा सकते हैं यदि आप माइक्रो ग्राइंडिंग या फिर होनिंग या फिर लैपिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो यह मान थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन यदि आप एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर 50 नैनोमीटर तक की सर्फेस फिनिश प्राप्त हो सकती है तो यहां पर लोगों ने इस पर बहुत काम भी किया है और इसे सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल्स पर भी पाया गया है इस कक्षा में हम मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग के बारे में पढ़ेंगे तो जब इसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील पर किया गया तो 76 नैनोमीटर तक कि सरफेस फिनिश प्राप्त होती है यदि हम मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग को सीरियम ऑक्साइड के साथ इस्तेमाल करें तो लगभग 4 नैनोमीटर तक की प्राप्त हो जाती है मैग्नेटोरियोलॉजिकल फिनिशिंग प्रोसेस में सरफेस रफनेस 08 नैनोमीटर तक की प्राप्त होती है इलास्टिक एमिशन मशीनिंग में 05 नैनोमीटर तक प्राप्त किया जा सकता है तथा आयन बीम मशीनिंग में 01 नैनोमीटर तक प्राप्त किया जा सकता है तो यह सभी प्रक्रम लिटरेचर में दिए गए हैं और इस स्लाइड में हमने उन सभी को समरी में दर्शाया है तो यहां पर इस स्लाइड के अंदर हमने ना सिर्फ रेफरेंस बुक्स से डाटा लिया है बल्कि हमने कुछ रिसर्च पेपर का भी डेटा लिया है तो जो लोग भी इस कोर्स को पढ़ रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें न सिर्फ किताबें बल्कि कुछ शोध पत्र भी पढ़ने होंगे जिससे कि उनकी सोच एवं समझ बेहतर हो सके हालांकि मैं इस जगह पर अब आपको यह बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखेंगे जो कि हम बैचलर स्टूडेंट मास्टर स्टूडेंट्स तथा पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं क्योंकि यहां पर कई सारी फैकल्टीज भी इस कोर्स को कर रही हैं तो इसी वजह से यहां पर सबसे ज्यादा जोर विद्यार्थियों को दिया जाता है और इसी वजह से प्रश्न पत्र आधारभूत चीजों को ही कवर करता है तो आप अपने आधारभूत चीजों को तैयार रखें और कुछ एडवांस्ड प्रश्न भी वहां पर हो सकते हैं तो यदि आपके आधारभूत चीजें ठीक है तो आप एडवांस्ड प्रश्न के भी उत्तर आसानी से दे पाएंगे तो अल्ट्रा प्रेसीजन मशीनिंग मैं आप अगर इस टेबल को देखें तो उन्होंने मशीनिंग प्रोसेस को तीन कैटिगरीज में वर्गीकृत किया है पहला कन्वेंशनल मशीनिंग कहलाता है दूसरा प्रेसीजन मशीनिंग कहलाता है और तीसरा अल्ट्रा प्रेसीजन मशीनिंग कहलाता है तो आप यहां पर मशीनिंग की एक्यूरेसी और साल के बीच का एक ग्राफ यहां देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि मशीनिंग की एक्यूरेसी के लेवल घट रहे हैं तथा सतह कि जरूरतें भी कम हो रही है तो नए नए वर्कपीस के मटेरियल आ रहे हैं जिनका की सरफेस फिनिशिंग का लेवल तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसी वजह से लोगों को एक नए प्रकार का एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस ज्ञात करना है जिसके द्वारा कि हम अच्छी सतह की फिनिश प्राप्त कर सकें और इसे हम एडवांस मटेरियल कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए काम में भी ले सके यदि आप नॉर्मल मशीन या कन्वेंशनल मशीनिंग को देखें तो यहां पर सतह की रेंज 100 माइक्रोन से लेकर एक माइक्रोन तक होती है और यह 1940 से 2000 के बीच में होता है अभी हम 2018 में है और यह और भी कम होगी इसी प्रकार से प्रेसीजन मशीनिंग प्रोसेस में यदि आप देखें तो रेंज 10 माइक्रोमीटर से लगाकर लगभग 01 माइक्रोमीटर तक की होती है तो यह 2000 की बात है और यदि हम 2020 तक इसे देखें तो यह 01 माइक्रोन से भी नीचे चली जाएगी अल्ट्रा प्रेसीजन मशीनिंग प्रोसेस में यदि देखें तो यह एक माइक्रोन शुरू होती है और यह लगभग 0001 माइक्रोन तक पहुंच जाती है 2000 तक और यदि आप इसे आज की परिस्थिति में देखें तो यह और भी नीचे जा चुकी होगी लेकिन आप इसे सीधी स्पर्श रेखिक तरीके से एक्स्ट्रापॉलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बिल्कुल रैंडम तरीके से आगे बढ़ती है तो आप यहां पर यदि नॉरमल मशीनिंग प्रोसेस जैसे कि टर्निंग मिलिंग ग्राइंडिंग CNC लैपिंग होनिंग जिगबोरिंग आदि की बात करें और प्रेसीजन मशीनिंग में हम सामान्यतः प्रेसीजन ग्राइंडिंग सुपरफिनिशिंग अल्ट्रा प्रेसीजन डायमंड टर्निंग आदि चीजों को देखते हैं तथा अल्ट्रा प्रेसीजन मशीनिंग के अंतर्गत हम एक्स रे लिथोग्राफी आयन बीम मशीनिंग आयन इंप्रूव इंप्लांटेशन आदि चीजों को रखते हैं तो कुछ एब्रेसिव प्रक्रम भी प्रेसीजन मशीनिंग से लेकर अल्ट्रा प्रेसीजन मशीनिंग की रेंज में आते हैं तो जैसा कि आपने शुरुआत में ग्राइंडिंग और दूसरी चीजें देखी थी तो वह कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर आती है दूसरे हिस्से में अपने पॉलीमर असिस्टेड एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस तथा मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेड एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस को देखा जो कि प्रेसीजन मशीनिंग से लेकर अल्ट्रा प्रेसीजन मशीनिंग तक की कैटेगरी में आते हैं यदि हम यहां देखें तो इनमें से हमने इलास्टिक एमिशन मशीनिंग को पढ़ा और उसके बाद हम MRAFF को पढ़ेंगे और भी कई सारी चीजें जैसे कि इलास्टिक एमिशन मशीनिंग तथा इलेक्ट्रोलाइट एब्रेसिव मशीनिंग यह हमने स्टडी नहीं की है लेकिन कुछ प्रक्रम जो हमने पढ़े हैं उसमें लगभग हमें 10 डिग्री तक की सरफेस रफनेस प्राप्त होती है तो हम यहां पर उन प्रकरण को नहीं पढ़ रहे हैं जो कि एब्रेसिव प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है जैसे कि सिंगल प्वाइंट डायमंड टर्निंग CNC मेटल कटिंग आदि इसी वजह से हमने इन्हें नहीं पढ़ा है इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो प्रोसेस हमने पढ़े हैं उनमें से एक प्रोसेस इलास्टिक एमिशन मशीनिंग के अंतर्गत आता है अब हम पॉलीमर असिस्टेड फिनिशिंग प्रोसेस तथा मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेड फिनिशिंग प्रोसेस का वर्गीकरण देखते हैं हमने ऐसे एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग प्रोसेस को पढ़ा जो कि पॉलीमर असिस्टेड फिनिशिंग प्रोसेस का मुख्य भाग है यदि कोई इसके बारे में अधिक जानकारी चाहता है तो उसके लिए हम यहां पर एक 10 घंटे का नया कोर्स भी लेकर आएंगे तो वह उसके द्वारा प्राप्त कर सकता है जहां पर हम गहराई से पॉलीमर रियोलॉजिकल एब्रेसिव फ्लूइड के बारे में इसके द्वारा मटेरियल हटाने की क्रिया विधि के बारे में इसके अलाइड प्रोसेस के बारे में आदि चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इसलिए आप यह न सोचे कि हमने सिर्फ एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग के बारे में ही पढ़ना है उसके अंतर्गत कई सारे प्रोसेस है कि जैसे कि इलास्टिक एमिशन मशीनिंग एलस्टो एब्रेसिव फिनिशिंग माइक्रो AFF तथा ऑर्बिटल AFF के बारे में भी पढ़ेंगे फिर वहां पर हम पिच पॉलिशिंग की भी बात करेंगे तो यह कुछ एब्रेसिव प्रोसेस होते हैं जो कि पॉलीमर से बनते हैं और उसके लिए आपको एक 10 घंटे का कोर्स अलग से करना होता है तो यह कोर्स सन 2019 की शुरुआत में लेकर आएंगे तो अभी हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा सहायता प्राप्त फिनिशिंग प्रक्रम की बात करेंगे जहां पर हम सबसे पहले मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग के बारे में देखेंगे उसके बाद हम इसके अलाइड प्रोसेस जैसे कि मैग्नेटिक एब्रेसिव डीबरिंग तथा मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग और फिर हम मैग्नेटोियोलॉजिकल फिनिशिंग भी देखेंगे उसके बाद हम मैग्नेटोियोलॉजिकल एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग तथा रोटेशनल मैग्नेटोियोलॉजिकल एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग प्रक्रम भी देखेंगे तो यह कुछ चीजें हैं जो कि हम मैग्नेटिक फील्ड द्वारा सहायता प्राप्त फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत देखेंगे तो हम यहां पर मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग तथा मैग्नेटो एब्रेसिव डीबरिंग और मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम यहां पर इन तीनों की बात करेंगे उसके बाद हम मैग्नेटोियोलॉजिकल फिनिशिंग प्रोसेस की बात करेंगे और मैग्नेटोियोलॉजिकल एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग प्रोसेस की तथा रोटेशनल मैग्नेटो एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस कि हम बात करेंगे इन को एक साथ जोड़ करके मैग्नेटोियोलॉजिकल फिनिशिंग प्रोसेस तथा CMP कहा जाता है जिसका मतलब है कि केमो मैकेनिकल पॉलिशिंग तो सामान्यतः लोग यहां पर एक पैस्सिवेशन लेयर बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद से मैग्नेटोियोलॉजिकल फिनिशिंग प्रक्रम के द्वारा हटा दिया जाता है आप यहां पर मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस को देख सकते हैं जहां पर वर्कपीस लगातार घूम रहा है और उसके चारों तरफ एब्रेसिव पार्टिकल रखे गए हैं और वहां पर आपके पास एक नॉर्थ पोल है तथा दूसरा साउथ पोल है और वर्कपीस के घूमने की वजह से नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक चैन बनती है और एक शेयरिंग एक्शन होता है जिसकी वजह से मटेरियल नैनोस्केल तक रिमूव होता है और हमें नैनोमैट्रिक रेंज में सतह की फिनिश प्राप्त होती है तो मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस को एक ऐसे फिनिशिंग प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जहां पर हमें हमारे पास एक फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश होता है जो कि मैग्नेटिक एब्रेसिव पार्टिकल का बना होता है यह मैग्नेटिक पार्टिकल आयरन से बनाए जाते हैं इस आर्टिकल को सामान्यतः CIP कहा जाता है मतलब कार्बोनेल आयरन पार्टिकल्स यह आयरन के बहुत ही शुद्ध पार्टिकल होते हैं तो जब भी कभी आप तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो यह CIP पार्टिकल्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चैन बना देते हैं तो माना कि यह एक नॉर्थ पोल है तथा यह एक साउथ पोल है तो आप एक यहां पर चैन बनाएंगे और इस प्रकार से लगभग 10 चेन या कई सारी चेन यहां पर बनाई जाएंगी जिसमें की एब्रेसिव रखे जाते हैं तो यह एक प्रकार है दूसरे प्रकार में हम बोंडेड एब्रेसिव पार्टिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बॉन्डेड मैग्नेटिक एब्रेसिव का भी इस्तेमाल सिंटरिंग के द्वारा कर सकते हैं तो आपके पास वहां पर कुछ आयरन पार्टिकल होंगे जहां पर आप एब्रेसिव पार्टिकल की भी सिंटरिंग कर देंगे और फिर वह एक सिंगल एब्रेसिव पार्टिकल की तरह कार्य करेगा तो आप इस प्रकरण को फिनिशिंग के लिए कार्य में ले सकते हैं तो आप अनबोंडेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उस परिस्थिति में आप मैग्नेटिक पार्टिकल की चेन बना सकते हैं तो आपके पास एब्रेसिव पार्टिकल भी है और आपके पास एक दूसरी चैन है यह चैन एब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ लेती है और मटेरियल को हटाने में मदद करती है अब यहां पर आप इसकी क्रिया विधि का को देख सकते हैं यहां पर वर्कपीस को फीड दी जाती है तो यह वर्कपीस है और यहां पर यह टूल है और यह मैग्नेटिक पोल रोटेट होते हैं और आपके पास एक फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक ब्रश होता है आप यहां देख सकते हैं कि यह नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है और इस जगह पर आपका वर्कपीस है तो आप यहां मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनाएंगे और यह चैन बनाई जाएगी जिसके अंदर की एब्रेसिव पार्टिकल को ट्रैप किया जाता है तो यहां पर एब्रेसिव पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं और यह चैन उसे सपोर्ट करती है और जब वर्कपीस को मोशन दिया जाता है तो वहां पर शेयरिंग एक्शन होता है तो यदि वर्कप्लेस स्थिर है और आप टेबल को फीड दे रहे हैं और आपका टूल कुछ इस प्रकार है जो कि रोटेट कर रहा है तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से मटेरियल का रिमूवल होता है और इस प्रकार से मैग्नेटिक मैटेरियल एब्रेसिव पार्टिकल की मदद से वर्कपीस के मटेरियल का रिमूवल करते हैं तो प्लेन सतह के लिए जो भी आपने पिछले स्लाइड में देखा कि वहां पर आपका वर्कपीस भी था और फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश भी था और यहां पर आप साफ तौर से नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल को भी देख सकते हैं जिसमें कि यहां पर मैग्नेटिक एब्रेसिव पार्टिकल जुड़े हुए हैं तो यहां पर यह एब्रेसिव पार्टिकल को भी सपोर्ट करेगा यहां पर बोंडेड एब्रेसिव पार्टिकल का स्कीमैटिक भी देख सकते हैं जिसमें कि फेर्रोमैग्नेटिक पार्टिकल जो कि हमारा CIP पार्टिकल है वह बड़ा दिखाया है और उसके अंदर आप एब्रेसिव पार्टिकल को सिंटर करने वाले हैं और यह फिर एक सिंगल पार्टिकल की तरह से कार्य करेगा तो आपने पहले देखा कि इसे फ्लैट सतह के लिए काम में लिया जाता है यदि आप इस सिलैंडरिकल सतह के लिए काम में लेते हैं तो यह किस प्रकार का दिखेगा तो यहां पर आपके पास एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है और फील्ड की लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और आपके पास एक वर्कपीस है तो वर्कपीस को घुमाया जाता है और इसकी वजह से चेन बनती है जहां पर आपके एब्रेसिव पार्टिकल भी होते हैं और CIP पार्टिकल्स भी होते हैं इस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है सिलेंडर की बाहरी सतह फिनिश हो जाती है यहां पर आप उसी चित्र का बड़ा वर्जन देख सकते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि एब्रेसिव पार्टिकल एलुमिना को CIP पार्टिकल में सिंटर किया गया है यह एब्रेसिव पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रैंथ के हिसाब से मटेरियल को रिमूव करते हैं अगर सिलेंडर के अंदरूनी हिस्से को फिनिश करना हो तो क्या करना होगा तो आप यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिलेंडर के अंदर के हिस्से से मटेरियल रिमूव किया जाता है तो यहां पर आपके पास SiC पार्टिकल होते हैं और साथ ही आपके पास CIP पार्टिकल भी चैन बनाते हुए होते हैं तो यहां पर आपके पास एक बल उत्पन्न होगा जैसे की हम Fx तथा Fy से दर्शाते हैं तो यह रेडियल दिशा में होंगे और उसी समय पर रोटेशनल इफेक्ट की वजह से एक स्पर्शक बल और भी उत्पन्न होगा तो इसकी वजह से मटेरियल सिलेंडर की सतह से हट जाएगा यदि मेरे पास एक होलो सिलिंडर है तो यदि मुझे उस की अंदरूनी सतह की फिनिशिंग करनी है तो उस परिस्थिति में आपके पास एक नॉर्थ पोल है तथा एक साउथ पोल है और फील्ड की लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं और आपके पास यहां पर एब्रेसिव पार्टिकल और साथ ही CIP पार्टिकल्स भी है तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की लाइन चेन बनाती है और यह चैन एब्रेसिव पार्टिकल को ट्रैप करती है तथा सतह को फिनिश करती है और यहां पर आप वर्कपीस को घुमाते भी हैं जिसकी वजह से मटेरियल का रिमूवल भी होता है अब हम ने फ्लैट सर्फेस तथा इंटरनल तथा एक्सटर्नल सिलेंडर पर सरफेस को फिनिश करने की मैकेनिज्म को देख लिया है अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ बढ़ते हैं तो यदि हमें MAF प्रोसेस की फिजिक्स को समझना है तो हमें एक सिंपल सतह लेनी होगी तो यहां पर हम एक फ्लैट सर्फेस लेते हैं तो हम देखेंगे किस प्रकार से फ्लैट सर्फेस की फिनिशिंग की जाती है आप यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट देख सकते हैं वर्कपीस को भी देख सकते हैं और यहां पर डाइनेमोमीटर भी लगा रखा है तो हम यहां पर वर्कपीस को रिंग टाइप डाइनेमोमीटर पर रखते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर वर्कपीस और टूल दोनों को रखा गया है यहां डाइनेमोमीटर को इस प्रकार से रखा जाता है इसके ऊपर की तरफ रखा जाएगा और उसके ऊपर मैग्नेट होगी जहां पर आपके पास एक फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश भी होगा जिसकी वजह से फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव बनेगा क्योंकि रोटेशन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के द्वारा दिया जाता है इसकी वजह से यह फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश को रोटेट करेगा यह एक स्पिंडल है जो कि फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक ब्रश को कनेक्ट करता है तो इसे वेरिएबल फ्रिकवेंसी ड्राइव के द्वारा रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट को DC सप्लाई दी जाती है और यहां पर साउथ पोल तथा नॉर्थ पोल दोनों ही एक ही फिक्सचर में होते हैं तो इसी वजह से आपके एक ही टूल में नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है जहां पर आप वर्कपीस को रखते हैं इसके द्वारा आप फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकते हैं अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को और विस्तार से अगली स्लाइड में देखेंगे तो यहां पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं जो कि एक टूल की तरह से कार्य करती है यहां पर आपका साउथ पोल सतह पर होता है नॉर्थ पोल मध्य में होता है और आपके पास वाइंडिंग होती है तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमेशा कुछ अंतर होता है तो बीटेक के स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ जानकारी होती है आपको पता होता है कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या अंतर है तो परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है यदि हम माने की मैग्नेटिक फील्ड की अधिकतम स्ट्रैंथ 1 टेस्ला है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप वोल्टेज तथा पावर सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं और उसी की वजह से वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित हो सकती है यह 01 टेस्ला भी हो सकती है और 1 टेस्ला भी तो इसकी क्षमता इसको दी जाने वाली पावर तथा वाइंडिंग द्वारा निर्धारित की जाती है और यही इस प्रकरण की खूबसूरती है तो यहां पर मैं यह बताना चाहता हूं कि परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का मान एक निश्चित होता है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप मैग्नेटिक फील्ड का मान परिवर्तित कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि यहां पर आप अपने फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश की स्ट्रैंथ को भी बेहतर कर सकते हैं तो यह नॉर्थ पोल साउथ पोल है और यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है तो यह लाल वाला हिस्सा साउथ पोल है वाइंडिंग्स मध्य में है और नॉर्थ पोल कोर में है यहां पर एक विशेष प्रकार से बनाई गई इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी व्यास 76 मिलीमीटर है तथा ऊंचाई 50 मिलीमीटर है और इसके केंद्र पर नॉर्थ पोल है जिसका व्यास 38 मिलीमीटर है और इसके चारों ओर एक कॉइल है जिसकी मोटाई 14 मिलीमीटर है और उसके बाद साउथ पोल है जिसकी मोटाई 5 मिली मीटर है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 मिलीमीटर मोटाई और 14 मिली मीटर मोटाई वाइंडिंग में है और 38 मिलीमीटर नॉर्थ पोल में है तो यहां पर वाइंडिंग दोनों पोल के बीच में है और इस स्पेशल डिजाइन को मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग के लिए बनाया गया है तो अब आगे फील्ड की लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी और उस परिस्थिति में यदि आप उसे रिलेटिव मोशन भी देते हैं ताकि आप फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकें तो इस प्रकार से वहां पर एक फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश बन जाएगा जिसे कि हम आने वाली स्लाइड में भी देखेंगे जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर एक डायनमोमीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक रिंग टाइप डायनमोमीटर होता है जिसमें की दो व्हीटस्टोन फुल ब्रिज सर्किट होते हैं जिसमें से एक नॉर्मल थ्रस्ट फोर्स को तथा दूसरा स्पर्शक कटिंग बल को नापता है दोनों ही सर्किट में आठ स्ट्रेन गेज होते हैं जिससे कि आप वर्कपीस को यहां पर रखते हैं और फोर्स को नाप सकते हैं तो यहां पर रिंग टाइप के नॉर्मल स्ट्रेन गेज का भी इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ परिस्थितियों में आप रिंग टाइप डायनमोमीटर का इस्तेमाल एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग के लिए करते हैं आपके पास यहां पर स्ट्रेन गेज भी होते हैं तो यह सस्ता भी पड़ता है और इसे आप बहुत ही कम जानकारी से भी बना सकते हैं और इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों की सहायता भी ले सकते हैं यदि आप व्यवसायिक तौर पर उपलब्ध डायनमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह कुछ लाख रुपए का पड़ता है इसीलिए लोग स्ट्रेन गेज पर आधारित मेजरमेंट की तरफ जाना पसंद करते हैं यदि आप यहां पर देखें तो फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश का फॉरमेशन फेरोमैग्नेटिक वर्कपीस मटेरियल के लिए होता है जो कि आप यहां पर स्कीमेटिक डायग्राम में भी देख सकते हैं तो यहां पर मध्य में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होती है और उसके बाद आपके पास साइड में नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल होते हैं क्योंकि आपका वर्कपीस का मटेरियल भी मैग्नेटिक है उसी वजह से यह भी यहां पर इस प्रकार से जा रहा है तो यह वर्कपीस के अंदर की तरफ आता है इसका मतलब है कि इन चैन की एनर्जी तथा स्ट्रैंथ बहुत ही ज्यादा होगी यहां पर आप चैन को जूम करके देख सकते हैं तो इसमें एब्रेसिव पार्टिकल और दोनों ही तरह के पार्टिकल है और यहां पर आप फील्ड की लाइन को भी देख सकते हैं तो यहां पर कुछ चैन बन रही है और मैग्नेटिक CIP पार्टिकल चैन बना रहे हैं जिसमें की एब्रेसिव पार्टिकल को भी रखा गया है तो इस प्रकार का मैग्नेटिक ब्रश बनता है जो कि यह एब्रेसिव पार्टिकल को भी अपने में समा लेता है तो यदि आप नॉन फेरोमैग्नेटिक वर्कपीस देखे तो वहां पर आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देख सकते हैं लेकिन क्योंकि वर्कपीस नॉनमैग्नेटिक है इस वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इसके अंदर से नहीं गुजर सकती और इसी वजह से इसकी स्ट्रैंथ बहुत ही कम होती है और इसी कारण से सतह के ऊपर की तरफ ही आपको मैग्नेटिक लाइंस देखने को मिलती है और समस्या यह है कि यहां पर बीच वाले हिस्से पर फिनिशिंग नहीं हो सकती है तो उसके लिए आपको कुछ टेबल स्पीड देनी होगी जिससे कि आप बीच वाले हिस्से की भी फिनिशिंग कर सकें तो यदि आप फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश को देखें तो यह यहां पर टच नहीं कर रहा है तो यह फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल के लिए बहुत ही बड़ा होता है और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जहां सरफेस पर होता है और इसकी स्ट्रैंथ कम होती है कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न हमेशा आता है कि यदि यह एक मैग्नेटिक मैटेरियल है तो यहां पर हमेशा CIP पार्टिकल्स के सतह पर चिपकने की संभावना रहती होगी तो यह प्रक्रम का ड्रॉबैक भी हो सकता है लेकिन क्योंकि आप यहां पर टूल को रिलेटिव मोशन दे रहे हैं तो उसकी वजह से यहां पर आप उसे शेयर ऑफ कर देते हैं और फिनिशिंग हो जाती है तो यहां पर आप फेरोमैग्नेटिक तथा नॉनफेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अंतर देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश बहुत ही स्ट्रांग होता है लेकिन नॉनफेरोमैग्नेटिक में नहीं होता साथ ही यहां पर अनुपालन बनती है जो कि नॉनमैग्नेटिक में नहीं बनती लेकिन यहां उस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस एप्लीकेशन के लिए काम में ले रहे हैं इनपुट पैरामीटर एब्रेसिव पार्टिकल की साइज जैसे कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेश साइज एब्रेसिव कि डायमीटर में परिवर्तित होती है एब्रेसिव का व्यास 152 मिल मीटर में मेश साइज का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है यदि आपकी मेश साइज 1000 है तो आपको लगभग 15 माइक्रोमीटर की साइज मिलेगी क्योंकि यदि आप मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में बदलें तो यह लगभग 15200 है और यदि आप इसे 1000 से भाग दे तो लगभग 152 माइक्रोमीटर्स मिलता है यहां पर आपको वर्किंग गैप भी मेंटेन करना होता है क्योंकि यहां पर फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश बड़ा होता है और नॉन फेरोमैग्नेटिक मैं छोटा होता है तो आप यहां पर वर्किंग गैप को परिवर्तित करके देख सकते हैं यदि आपका वर्किंग गैप बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक स्ट्रैंथ कम होगी और यदि यह कम है तो उस परिस्थिति में संपीड़न होगा जिससे कि फिनिशिंग के साथ साथ स्क्रैच भी पैदा होंगे साथ ही आयरन पार्टिकल की परसेंटेज कंपोजिशन जोकि CIP पार्टिकल है जिनकी आवश्यकता चेन बनाने के लिए होती है तो इसलिए चेन तथा एब्रेसिव पार्टिकल का अनुपात भी हमेशा मेंटेन करना होता है यदि आपकी चेन ज्यादा है तथा एब्रेसिव कम है तो यह एक समस्या हो सकती है तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रैंथ ज्यादा होगी और ग्रेड भी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि यदि आप एब्रेसिव ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और CIP आर्टिकल कम है तो यह सॉफ्ट ग्रेड का होगा तो यहां पर CIP पार्टिकल्स के द्वारा प्रति पार्टिकल एनर्जी की जरूरत भी कम होगी तो आपको ना तो कम रखना है ना ही बहुत ज्यादा तो आपको इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और ट्रायल तथा एरर के माध्यम से ऑप्टिमम वैल्यू CIP पार्टिकल्स की तथा एब्रेसिव पार्टिकल्स कंपोजीशन की प्राप्त करनी है तथा अगला है इनपुट करंट तो आपको इनपुट करंट को भी परिवर्तित करके मैग्नेटिक फील्ड कि स्ट्रेंथ को परिवर्तित करना है आपके पास कई प्रकार के साइज के पार्टिकल हो सकते हैं आप बड़े पार्टिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे का भी तो यह सब आपकी एप्लीकेशन पर निर्भर करता साथ ही हमको यहां पर ऑयल का प्रतिशत भी मैग्नेटिक एब्रेसिव फ्लूइड के अंदर निर्धारित करना होता है क्योंकि यहां पर आपके पास आयरन पार्टिकल्स है साथ ही आपके पास एब्रेसिव पार्टिकल्स है यदि आप दोनों को मिक्स करना चाहते हैं तो यह दोनों ही पाउडर फॉर्म में होते हैं तो यदि मुझे लिक्विड का इस्तेमाल करना है तो हम इसे एडवांस वर्जन मैग्नेटोियोलॉजिकल फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत देखेंगे तो यहां पर इसे कंसिस्टेंट बनाने के लिए प्रॉपर बॉन्डिंग तथा इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है उसके लिए यहां पर बहुत ही कम मात्रा में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर मेरे पास CIP पार्टिकल्स है तथा साथ ही एब्रेसिव पार्टिकल भी है जैसे कि मैं यहां पर मिक्स करने वाला हूं और उसके साथ में बहुत ही कम मात्रा में सिलिकॉन ऑयल या फिर ग्रीस का इस्तेमाल करता हूं जिससे कि जब कभी भी आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर चैन बन जाती है तो हमारे पास यदि कुछ आयल हो तो वह CIP पार्टिकल के लिए अच्छा रहता है और चैन फॉरमेशन भी अच्छा होता है तो उसके लिए आपको ऑयल के ऑप्टिमम अमाउंट का इस्तेमाल करना होता है यदि आपका फिनिशिंग का टाइम ज्यादा हो तो ज्यादा से ज्यादा पिक शेयर होंगे तो आपको क्रिटिकल सरफेस रफनेस प्राप्त होगी और जब यह एक बार प्राप्त हो जाती है तब आप इसे हटा सकते हैं यहां पर इस प्रकरण में एब्रेसिव का इस्तेमाल भी किया जाता है एब्रेसिव के तौर पर सिलिकॉन कार्बाइड बॉक्साइट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पर इस प्रकरण में यह एक सुपरफिनिशिंग ऑपरेशन है या फिर अल्ट्रा फाइन प्रोसेस है जहां पर आप हमेशा सरफेस रफनेस का ही ध्यान रखते हैं तो इसमें सबसे मुख्य तौर पर हम सरफेस रफनेस या सर्फेस फिनिश को ही अचीव करने पर ध्यान देते हैं दूसरा यहां पर होता है मटेरियल का रिमूवल तो यहां पर हम उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मुख्य विषय यहां पर सरफेस की रफनेस है साथ ही हमें डायनमोमीटर पर फोर्स भी मिलेंगे जहां पर हमने स्ट्रेन गेज को फिक्स किया हुआ है यदि फोर्स बहुत ज्यादा हो तो इंडेंटेशन भी ज्यादा होता है उस परिस्थिति में सर्फेस रफनेस भी उचित प्राप्त नहीं हो पाती है इसलिए आपको एब्रेसिव पार्टिकल तथा वर्कपीस के बीच के इंटरेक्शन फोर्स को भी कंट्रोल करना होता है बहुत बार लोग सोचते हैं कि सरफेस मोरफ़ोलॉजी तथा सरफेस रफनेस एक ही बात है और दोनों ही आपस में इंटीग्रेटेड है लेकिन सर्फेस रफनेस और सरफेस मोरफ़ोलॉजी में अंतर भी होता है उदाहरण के तौर पर यदि मुझे एक माइक्रोन की सर्फेस रफनेस प्राप्त करनी है तो मैं यह ग्राइंडिंग प्रक्रम के द्वारा प्राप्त कर सकता हूं या फिर फाइन बोरिंग प्रक्रम के द्वारा भी या फिर फाइन टर्निंग के द्वारा भी लेकिन तीनों ही परिस्थिति में सरफेस मोरफ़ोलॉजी अलग अलग होती है तो यहां पर सरफेस के पैटर्न अलग अलग होते हैं और अलग अलग ले पैटर्न प्राप्त होते हैं ले का मतलब यहां पर महत्वपूर्ण सरफेस की दिशा या सरफेस रफनेस की दिशा होता है तो यदि आप होनिंग प्रोसेस के माध्यम से एक माइक्रोन प्राप्त करते हैं तो उसमें आपको क्रॉसहैच पैटर्न मिलता है जबकि टर्निंग प्रोसेस में आपको त्रिभुजाकार पिक मिलते हैं और ग्राइंडिंग प्रोसेस में आपको सीधी रेखा देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि सरफेस मोरफ़ोलॉजी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हर एक एप्लीकेशन के हिसाब से सरफेस मोरफ़ोलॉजी परिवर्तित होती है आप ग्राइंडिंग की मोरफ़ोलॉजी या टर्निंग मोरफ़ोलॉजी का इस्तेमाल इंजन सिलेंडर के लिए नहीं कर सकते हैं वहां पर आपको होनिंग प्रोसेस के द्वारा ही सरफेस मोरफ़ोलॉजी प्राप्त करनी होती है यदि आप मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग में फ्लक्स डेंसिटी को देखते हैं तो यहां पर अलग अलग दूरी पर इसे नापा जाता है फेरोमैग्नेटिक तथा नॉन फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल्स के लिए भी इसे नापा जाता है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नॉन फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा होती है यदि आप नॉन फेरोमैग्नेटिक वर्कपीस को देखें तो यहां पर अधिकतम 1200 प्राप्त होती है लेकिन फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल में यह 3500 से 4000 तक होती है साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं कि यह सेंट्रल वाले पोर्शन पर प्राप्त होती है तो यह आपने देखा कि अधिकतम फ्लक्स डेंसिटी फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल में प्राप्त होती है और इसी वजह से यहां पर फील्ड स्ट्रैंथ भी बहुत ज्यादा होती है तो यहां पर सरफेस रफ होती है और यहां पर आप फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकते हैं मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस में आपके पास दो प्रकार के फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश होते हैं एक स्टैटिक फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश होता है और दूसरा पलसेटिंग फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश होता है स्टैटिक फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश में हमने जो कुछ भी अभी तक देखा वही होता है क्योंकि यहां पर एक पावर सप्लाई होती है और डीसी पावर सप्लाई नियत होती है तो उसमें आपको स्टैटिक प्राप्त होता है तो यहां पर आपकी चैन नहीं जाती है तो जो कुछ भी आपने अभी चित्र में देखा चाहे वह फेरोमैग्नेटिक के लिए या फिर नॉन फेरोमैग्नेटिक के लिए यहां पर चैन बनती हैं और आपका टूल रोटेट करता है और टूल को टेबल के द्वारा फीड दिया जाता है तो यह सभी कुछ स्टैटिक फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश का प्रकार है और आने वाली स्लाइड के अंदर आप पलसेटिंग फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश को देखेंगे और उसके फायदे स्टैटिक के मुकाबले क्या है वह भी देखेंगे तो यदि आप यहां देखें तो फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश का फॉरमेशन नियत है और यहां पर चैन भी फिक्स है इसका मतलब है कि चैन हमेशा ही बनती है और एब्रेसिव पार्टिकल चैन में एंबेड हो जाते हैं लेकिन पलसेटिंग में आपको एक पल्स देना होता है और उसके बाद आप पावर देते हैं तो यहां इस परिस्थिति में दो पल्स के बीच में कुछ समय अंतराल होता है जिसकी वजह से आपका फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश ढह जाता है और आप सोचते हैं कि यह एक नकारात्मक बात है लेकिन इसकी वजह से एब्रेसिव पार्टिकल शफल हो जाते हैं और यह दूसरी चैन बना लेते हैं और इस ढहने में और दूसरी चेन बनने में बहुत ही कम समय अंतराल होता है इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास माइक्रोसेकेंड्स का गैप होता है या फिर नैनोसेकेंड्स का गैप होता है तो इसका मतलब है कि जैसे ही चैन ढहती है तुरंत एब्रेसिव पार्टिकल डिस्मेंटल होते हैं और नई चीज बना लेते हैं और इस वजह से आपको नए एब्रेसिव कटिंग एजेस मिल जाते हैं और यह नए कटिंग एज फिनिशिंग के लिए कार्य में आते हैं तो यह पलसेटिंग फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश की खूबसूरती है तो यदि आप यहां पर पलसेटिंग तथा स्टैटिक के बीच में कंपैरिजन देखें तो दोनों के द्वारा प्राप्त की गई सरफेस रफनेस में बहुत अंतर होता है और यह चीज पल्सेस के द्वारा ही प्राप्त की जाती है तो जब भी कभी आप पल्स करंट देते हैं CIP चैन ढहती है और एब्रेसिव पार्टिकल रिओरियंट हो जाते हैं और इसी वजह से आपको नए कटिंग एज मिल जाते हैं और नए एब्रेसिव पार्टिकल पिक्चर में आते हैं और फिनिशिंग होती है तो आप यहां पर Ra मैं प्रतिशत कमी देख सकते हैं जब आप पलसेटिंग का इस्तेमाल करते हैं स्टैटिक के मुकाबले तो यह लगभग 30 से 35 तक होती है और यह अधिकतम 60 तक जा सकती है यह प्रक्रम खूबसूरती है क्योंकि यहां पर चैन रहती है और फिर से नए एब्रेसिव पार्टिकल उस में जुड़ जाते हैं तो यहां पर एब्रेसिव पार्टिकल रिओरियंट हो जाते हैं और दूसरी बार जो चैन बनती है वह पहले से बेहतर भी हो सकती है तो यह सभी संभावनाएं पलसेटिंग टाइप के फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश में होती है आप यहां पर मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस के पहले और बाद का देख सकते हैं तो यहां पर यह पूरी तरह से नहीं दिख रहा है आप NUAA को देख सकते हैं क्योंकि यहां पर सरफेस की रफनेस बहुत ज्यादा है और यहां पर आप फिनिशिंग के बाद इसे साफ तौर पर देख सकते हैं तो यहां पर आप इसकी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कॉपी इमेज भी देख सकते हैं और यदि इस प्रकार की सरफेस है तो आप उसकी मिरर इमेज नहीं देख पाते हैं तो यदि आप इसे पॉलिश करते हैं तो आप MAF के बाद इसकी मिरर इमेज भी देख पाते हैं तो यह कुछ कारण है जो कि प्रोफेसर डी के सिंह से लिए गए हैं जो कि वी के जैन के छात्र हैं तो यहां पर आप फेरोमैग्नेटिक तथा नॉन फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल के लिए पहले और बाद की चित्र देख सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि नॉन फेरोमैग्नेटिक में बेहतर सतह कि फिनिश 06 प्राप्त होती है और फेरोमैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील में आपको 04 माइक्रोमीटर की प्राप्त होती है तो आप यहां तो नॉन फेरोमैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील तथा फेरोमैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील के लिए पहले और बाद की सर्फेस रफनेस को देख सकते हैं नॉन फेरोमैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील की शुरुआती सतह रफनेस 028 और मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस के बाद 006 माइक्रोन तक सरफेस फिनिश हो जाती है फेरोमैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील के वर्कपीस के लिए शुरुआत में 025 माइक्रोंस होती है जो कि बाद में 004 माइक्रोंस तक हो जाती है तो यह चैन की स्ट्रेंथ की वजह से होता है जो कि प्रक्रम के दौरान बनती है तो जैसा कि हमने फेरोमैग्नेटिक में देखा था कि यहां पर चैन वर्कपीस के मटेरियल के अंदर की तरफ तक जाती है और एक बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक फोर्स की लाइन बनती है और बहुत ही मजबूत चैन बनती है उसमें एब्रेसिव पार्टिकल एंबेड हो जाते हैं और इस वजह से फिनिशिंग बेहतरीन प्राप्त होती है और इसी प्रकार से नॉन फेरोमैग्नेटिक में भी यह बहुत ही अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होती है तो अब हम मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग के अनुप्रयोगों को देखते हैं सामान्यतः यह डीबरिंग के लिए काम में लिया जाता है इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक एब्रेसिव डीबरिंग प्रोसेस भी कहते हैं और यह मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस के ही समान होता है तो यहां पर आप का मुख्य उद्देश्य सरफेस फिनिश को प्राप्त करना होता है और डीबरिंग के केस में आपको बर को रिमूव करना होता है जो कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसका की मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस से पहले इस्तेमाल किया जाता है तो मैंने पहले की कुछ स्लाइड में बर और दूसरी चीजों के बारे में बताया था तो अगर कुछ लोगों को अभी भी इस पर शंका है कि किस प्रकार से दिखाई देते हैं तो वह यहां देख सकते हैं और इसी वजह से मैंने यह स्लाइड यहां पर दी है तो यह सामान्यतः ड्रिलिंग ऑपरेशन में पाया जाते हैं तो उसी लिए हमने यह संगकी की स्लाइड से लिया है और उसने ड्रिलिंग बर को 3 वैरायटी में क्लासिफाई किया है पहले यूनिफॉर्म बर कहलाता है दूसरा क्राउन बर और तीसरा ट्रांजियंट बर यूनिफॉर्म बर की हाइट कम होती है और इसकी थिकनेस परिधि पर आप देख सकते हैं दूसरा होता है क्राउन बर यह बड़ा तथा अनियमित हाइट डिस्ट्रीब्यूशन का होता है जो कि आप यहां देख सकते हैं कि इसकी अनियमित सतह होती है और साथ ही यह छोटा भी होता है ट्रांजियंट बर यूनिफॉर्म तथा क्राउन बर के बीच की अवस्था को कहते हैं क्राउन बर हमने यहां पर देखा है और ट्रांजियंट बर कुछ इस प्रकार का होता है तो यह बर आप सामान्यतः ड्रिलिंग प्रक्रम में वर्कपीस के पीछे की तरफ देखते हैं तो यदि आप एक आर पार का होल ड्रिल करते हैं तो आप अंत में आने वाली चिप को पूरी तरह से नहीं हटा पाते हैं तो यह ऑपरेटर को परेशान करता है और साथ ही यदि आप इसे नहीं हटाएंगे तो यह कस्टमर को भी परेशान करेगा जो कि इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो यदि आपके पास यूनिफॉर्म बर क्राउन बर या ट्रांजियंट बर है और इसका इस्तेमाल आप अपने हाथों से कर रहे हैं तो क्या होगा यह मटेरियल स्टेनलेस स्टील या फिर कुछ और हो सकते हैं तो यह आपके ऑपरेटर के हाथ को कट कर सकते हैं या कस्टमर के हाथ को कट कर सकते हैं और यह ऑपरेटर के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं यह गिर जाए तो इसलिए आपको बर को हटाना ही होता है तो वर्कपीस से बर को हटाना ही डीबरिंग ऑपरेशन कहलाता है कुछ लोग इसे डिहाइड्रेशन के द्वारा भी याद रख सकते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन में शरीर से पानी हट जाता है इसी प्रकार से डीबरिंग में कॉम्पोनेन्ट से बर हटा दिया जाता है For the same as I said we are going to use the same experimental setup that we have seen in the magnetic abrasive finishing process And the slight change that we are going to do is that we are changing the fixture उसके लिए मैं वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप का इस्तेमाल करूंगा जो कि मैंने मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रोसेस में किया था और यहां पर हम छोटा सा परिवर्तन करेंगे कि हम फिक्सचर को चेंज करेंगे तो यहां पर एक बड़े वर्कपीस का इस्तेमाल करने की बजाय हम एक स्लॉट बना रहे हैं और यदि मुझे एक फ्लैट सतह से बर हटाने हो तो मैं यहां पर एक होल की हुई ड्रिल सतह का इस्तेमाल करूंगा तो यह मेरा वर्कपीस है और यहां पर मैं एक होल करूंगा और इस होल में बर हो सकते हैं तो माना कि मैं एक वर्कपीस मैटेरियल जो कि ब्रास का बना हुआ है उसका इस्तेमाल करता हूं और उसे स्क्रू के माध्यम से यहां पर कस देता हूं उसके बाद आप मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रॉसेस करते हैं इसका मतलब है कि आप यहां पर वर्कपीस को रखेंगे और यदि आप इस पूरी असेंबली को देखें तो यहां पर आपके पास फिक्सचर है और वर्कपीस है और इस जगह पर हमें बर को हटाना है तो हम उसी प्रकार के सेटअप का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने प्लेन सतह के लिए भी किया था और यहां पर आपको बर हटाकर फ्लैट सतह प्राप्त करनी है तो आप इसे रोटेशनल स्पीड प्रदान करते हैं और साथ ही आप मैग्नेटिक टूल को तथा वर्कपीस को भी फीड देते हैं ताकि आप बर को हटा सके तो आप यहां पर बर को देख सकते हैं जो कि दूसरे केस में हटा दिए गए हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि कुछ ड्रिलिंग के दौरान नहीं हटाए गए थे तो उन्हें यहां पर डीबरिंग ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया गया है और आप देख सकते हैं कि अब कोई भी बर नहीं रह गया है आप यहां पर ड्रिलिंग प्रक्रम के द्वारा बनाए गए पूरे हॉल को भी देख सकते हैं और यहां पर उसके द्वारा बने हुए बर को भी देख सकते हैं तो यहां पर ड्रिलिंग EDM प्रोसेस के द्वारा की जाती है और उसकी वजह से यहां पर एक रीकास्ट लेयर तथा बर भी बन जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ कन्वेंशनल प्रक्रम में ही बनते हैं यह एडवांस्ड मशीनिंग प्रक्रम में भी बनते हैं तो आप यहां पर साफ तौर पर सतह को देख सकते हैं कि इस पर किस प्रकार से बर बनते हैं और बाद में इसे मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रक्रम के द्वारा हटा दिया जाता है और इसका अधिकतर इस्तेमाल डीबरिंग के लिए ही किया जाता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग को डीबरिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है इसी वजह से इसे मैग्नेटिक एब्रेसिव डीबरिंग भी कहा जाता है इसके बाद अगला प्रक्रम जो हम देखेंगे वह मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग तो बहुत से लोग इस प्रक्रम से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि इस पर बहुत ही कम शोध हुआ है तो कुछ लोग इस क्षेत्र में भी शोध कर सकते हैं और यह एक बहुत ही अच्छा कार्य होगा तो मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग प्रोसेस में आपके मैग्नेटिक पोल नॉर्थ साउथ तथा साउथ नॉर्थ की तरह से अरेंज किए जाते हैं और यहां पर आपका वर्कपीस का मटेरियल सेरेमिक बॉल होता है आपके पास एक मैग्नेटिक फ्लूड है तो आप के पास यहां पर एक स्पिंडल है और सेरेमिक बोल है जो कि गोलाकार होती है तो स्पिंडल को प्रेशर दिया जाता है और रोटेशन दिया जाता है तो यहां पर नॉर्थ और साउथ की वजह से क्या होता है की चेन बनती है और यह वर्कपीस के ऊपर दबाव डालती है जो कि सेरेमिक की बॉल से और आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहां पर फिनिशिंग हो जाती है तो इस प्रकरण में सबसे मुख्य बात यह है कि इसे नियंत्रित करने के लिए मैग्नेटिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर आप की चेन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा नियंत्रित होती है और साथ ही आपके पास Si3N4 बोल रोलर की तरह होती है यह सेरेमिक की बॉल्स होती है जो कि नॉनमैग्नेटिक वर्कपीस के मटेरियल होती है और इनको इस प्रोसेस के द्वारा फिनिश किया जा सकता है मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आपको आगोलाकार सतहों की फिनिशिंग करनी है तो आपको इसके लिए बेहतरीन प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप एक नैनो सतह पा सके इसके लिए आपको मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग प्रक्रम का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं जैसे की आकृति की सीमा तो यह सिर्फ गोलाकार तथा बेलनाकार सतहों को ही बाहर से फिनिशिंग कर सकता है और इसकी आकार की भी सीमा है इसमें आप बहुत बड़े वर्कपीस को फिनिश नहीं कर पाते हैं लेकिन यह प्रक्रम बहुत ही कम देखा गया है और जो लोग अपनी पीएचडी करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं वह इस प्रक्रम पर कार्य कर सकते हैं और यदि आप इस प्रक्रम को डेवलप कर सके तो यह बहुत ही अच्छा शोध कार्य हो सकता है अब हम इस क्लास का सारांश देते हैं तो यहां पर हमने एडवांस्ड एब्रेसिव फिनिशिंग प्रक्रम का इंट्रोडक्शन देखा उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेंट फिनिशिंग प्रक्रम के बारे में जाना और इसके अंतर्गत कौन कौन से फिनिशिंग प्रक्रम आते हैं उन्हें देखा उसके बाद हमने मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रक्रम की आधारभूत बातें देखें किस प्रकार से इसे फेरोमैग्नेटिक वर्कपीस के लिए लगाया जाता है और किस प्रकार से इस नोन फेरोमैग्नेटिक वर्कपीस के लिए कार्य में लिया जाता है फेरोमैग्नेटिक में किस प्रकार की मैग्नेटिक फोर्स की लाइन बनती है और नॉनफेरोमैग्नेटिक में किस प्रकार की लायंस बनती है उसके बाद हमने इसकी फिनिशिंग की क्षमता को देखा और किस प्रकार से फ्लैक्सिबल मैग्नेटिक एब्रेसिव ब्रश उसे देखा और किस प्रकार से यह फेरोमैग्नेटिक तथा नॉन फेरोमैग्नेटिक में बनता है उसे भी देखा फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक एब्रेसिव डीबरिंग एक मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रक्रम का ही प्रकार है जहां पर आप एक नई चीज जोड़ देते हैं जिससे कि हम बर को रिमूव करना कहते हैं जो कि कन्वेंशनल तथा अनकंवेंशनल ड्रिलिंग प्रक्रम में बनते हैं तो कुछ लोग मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग को कैमों मैकेनिकल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और फिर इसे केमो मैकेनिकल मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रक्रम कहा जाता है कैमों मैकेनिकल प्रोसेस में आप इसमें कुछ केमिकल को मिलाते हैं जिससे कि एक पैस्सिव लेयर बनती है वर्कपीस की सतह पर और उससे सतह स्मूथ हो जाती है और बाद में आप स्मूथ सतह को हटा सकते हैं तो लोग इस पर भी कार्य कर रहे हैं और जो लोग शोध करने में इच्छुक हैं वह इस इसे एक चैलेंज की तरह भी कर सकते हैं तो यह मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रक्रम का एक और प्रकार है तो आप कैमों मैकेनिकल मैग्नेटिक एब्रेसिव डीबरिंग भी कर सकते हैं और अंत में हमने मैग्नेटिक फ्लोट पॉलिशिंग की भी एक झलक देखी और जैसा कि मैंने बताया कि इस क्षेत्र को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है तो आप लोग प्रोफेसर रंगा खुमानदूरी का पेपर देख सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में गहराई से लिखा है और यदि लोग मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग प्रक्रम को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्रोफेसर विजय कुमार जैन आईआईटी कानपुर के पेपर देख सकते हैं आप लोगों ने ध्यान दिया उसके लिए धन्यवाद